हमारी पिछली कक्षा में हम विफलता के इस मीन टाइम पर चर्चा कर रहे थे एक डिस्क की तरह जो हमारे पास है इसलिए इसे अपना जीवनकाल मिल गया है और फिर इसे कुछ समय मिला है जिसके बाद इसके असफल होने की उम्मीद है तो इससे पहले कि यह उम्मीद की जाती है कि डिस्क विफल नहीं होगी वास्तव में उस समय से पहले विफलता की संभावना कम है इसलिए यदि आपको बड़ी संख्या में डिस्क मिल गए हैं तो यदि आप चाहते हैं कि डिस्क अत्यधिक विश्वसनीय हो तो उस डिस्क की लागत अधिक होगी क्योंकि डिस्क की लागत प्रकृति में महंगी होगी इसलिए यदि आप समग्र लागत को कम करना चाहते हैं तो हमें सस्ती डिस्क और हम यदि सस्ती डिस्क का उपयोग करते हैं तो विफलता का मीन टाइम समय कम होगा इसलिए हम ऐसी सस्ती डिस्क का रेडंडेंट ऐरे का उपयोग करते हैं जिसे हमने RAID संरचना कहते हैं और इसके बाद यदि हम कई डिस्क का उपयोग करते हैं तो इस विफलता का मीन टाइम बढ़ सकती है उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं 100 डिस्क का उपयोग करता हूं जिसमें विफलता का मीन टाइम 100000 है तो आप किसी एक डिस्क के विफल होने की संभावना देखते हैं यह लगभग 4166 दिन है इसलिए यह निश्चित रूप से उच्च नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम 100 डिस्क पर डेटा वितरित करते हैं ताकि प्रत्येक डिस्क अपने जीवनकाल में कई बार एक्सेस न हो इस तरह हम डेटा वितरित करते हैं और 100 डिस्क पर डेटा रेडंडेन्सी होता है और एक अवधारणा होती है जिसे डिस्क स्ट्रिपिंग कहा जाता है इसलिए हम एक फाइल के बिट्स या ब्लॉक्स को कई डिस्क में विभाजित करेंगे तो हमें बिट स्तर की स्ट्रिपिंग मिली है जिसमें एक बाइट की बिट्स कई डिस्क में विभाजित होती हैं और हमें ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग मिली है जिसमें एक फाइल के ब्लॉक कई डिस्क में विभाजित होते हैं इसलिए इसका मतलब है यदि आप किसी फ़ाइल के एक विशेष ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं तो यदि बिट स्तर में विभाजन अलग हो रहा है तो आप उस विशेष डिस्क को बार बार एक्सेस नहीं कर रहे हैं इसलिए इसे डिस्क पर वितरित किया जाता है इसी तरह ब्लॉक स्तर की स्ट्रिपिंग इसलिए यदि आप किसी फ़ाइल के कई ब्लॉक एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक ब्लॉक के लिए यह एक ही डिस्क पर जा रहा है इस तरह यह कई डिस्क को एक्सेस कर रहा है और परिणामस्वरूप एक्सेस वितरित किया जाता है इसलिए डिस्क एक्सेस की संख्या कम है उदाहरण के लिए यदि हमारे पास आठ डिस्क की एक सरणी है और हम डिस्क के लिए प्रत्येक बाइट का बिट I लिखते हैं I आठ डिस्क के सरणी को उन क्षेत्रों के साथ एक एकल डिस्क के रूप में माना जा सकता है जो सामान्य आकार के आठ गुना हैं क्योंकि यह भी और अधिक महत्वपूर्ण बात उनके पास आठ गुना पहुंच दर है क्योंकि प्रत्येक बिट को एक अलग डिस्क से एक्सेस किया जाता है इसलिए निश्चित रूप से कंटेंट को मेमोरी में प्राप्त करने के बाद आपको कंटेंट को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है लेकिन फिर भी एक्सेस तेज है और मेमोरी पुनर्गठन के बाद यह सरल हो सकता है क्योंकि प्रोसेसर द्वारा किया जाता है ताकि पुनर्गठन को अर्धचालक मेमोरी पर किया जाए ताकि यह आसान हो लेकिन डिस्क को एक्सेस करना ताकि ऐसा करने से समय कम हो इसलिए एक्सेस टाइम आठ गुना हो जाता है और जैसे कि सेक्टर का आकार आठ गुना बढ़ा हुआ है तो यह एक RAID संरचना है इसलिए RAID 0 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कोई गैर निरर्थक स्ट्रिपिंग नहीं है तो कोई रेडंडेन्सी नहीं है वास्तव में बिट्स वितरित किए जाते हैं या डिस्क पर ब्लॉक वितरित किए जाते हैं अब अगर आपको मिरर डिस्क मिल गया है तो मूल रूप से इस डिस्क के लिए यह एक कॉपी है जो हम डिस्क की कॉपी करते हैं जो एक मिरर है इसी तरह तो यह डिस्क यह एक और कॉपी डिस्क है जो कि मिरर है इसलिए आपको मिरर डिस्क मिल गई है इसलिए यदि यह डिस्क विफल हो जाती है तो हम इस डिस्क से पहुंच सकते हैं या यदि इस विशेष डिस्क पर उच्च दबाव या उच्च लोड है तो हम कॉपी और ओरिजिनल के बीच एक्सेस वितरित कर सकते हैं इसलिए हमें अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ मिरर डिस्क मिल गई है जब यह डिस्क ब्लॉक अपडेट हो जाती है इसलिए तब मूल और मिरर डिस्क दोनों को अपडेट करना होगा फिर हमें यह मेमोरी स्टाइल एरर करेक्टिंग कोड्स मिल गया है इसलिए हम कुछ एरर कोडिंग को सही करने के लिए कार्यान्वित कर सकते हैं और यह समता बिट्स वे इस समता डिस्क में संग्रहीत होते हैं और फिर हम केवल इस पैरिटी बिट से कंटेंट तक पहुंच सकते हैं हम त्रुटि को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं हमारे पास बिट इंटरलीव्ड कंटेंट भी हो सकती है एक आधार तो यह पैरिटी बिट संग्रहीत है जिसकी गणना की जाती है और इसे कहीं मध्यवर्ती में रखा जाता है तो इस तरह से ऐसे कई विकल्प हैं जैसे हमें यह P प्लस Q रिडण्डेंसी मिला है इसलिए डिस्क की यह संख्या P है और साथ ही कुछ अतिरिक्त डिस्क भी हैं जो रिडण्डेंसी के लिए हैं तो यहाँ मैंने कहा है कि इस तरह से 4 निरर्थक डिस्क हैं अगला हम फ़ाइल की अवधारणा पर जाते हैं इसलिए फ़ाइल एक लॉजिकल अवधारणा के रूप में जैसा कि उपयोगकर्ता किसी फ़ाइल में देखता है यह एक सन्निहित एड्रेस स्पेस है जहां इनफार्मेशन के इस व्यक्तिगत बिट्स को संग्रहीत किया गया है इसलिए यदि आप फ़ाइल के प्रकारों को देखते हैं तो वे डेटा फाइलें और प्रोग्राम फाइलें हैं इसलिए डेटा फ़ाइल में वे डेटा होते हैं यह संख्यात्मक डेटा करैक्टर डेटा या बाइनरी डेटा और प्रोग्राम फ़ाइल जिसमें वे प्रोग्राम होते हैं हो सकते हैं अब कंटेंट या टाइप्स बनाई गई फ़ाइलों द्वारा परिभाषित किया गया है इसलिए आप एक टेक्स्ट फ़ाइल बना सकते हैं आप एक सोर्स फ़ाइल बना सकते हैं जिससे आप एक एक्सेक्यूटेबल फ़ाइल बना सकें जिससे फ़ाइल का निर्माता बेहतर जानता है कि फ़ाइल का टाइप और विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं इसलिए वे फ़ाइलों के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विभिन्न प्रकारों की अनुमति देंगे सभी फाइलें बाइनरी फाइलें हैं और व्याख्या उपयोगकर्ता के लिए छोड़ दी गई है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वे फाइलों के प्रकारों के बीच सीमांकन करेंगे और तदनुसार कुछ निश्चित प्रकार की फाइलों पर ही निश्चित संचालन संभव है इसलिए यदि आप किसी फ़ाइल की ऐट्रिब्यूट्स को देखते हैं तो हमें फ़ाइल का नाम मिल गया है केवल मानव पठनीय रूप में इनफार्मेशन रखी गई फ़ाइल नाम है तो फिर आइडेंटिफायर एक अद्वितीय आइडेंटिफायर है जो सिस्टम के भीतर फ़ाइल की पहचान करता है तो एक टैग है जो पूरे सिस्टम के लिए अद्वितीय है ताकि फ़ाइल की पहचान हो तो टाइप यदि कोई सिस्टम विभिन्न प्रकार की फ़ाइलों का समर्थन करता है तो इस प्रकार की इनफार्मेशन आवश्यक है लोकेशन डिस्क में डिवाइस पर फ़ाइल लोकेशन का एक पॉइंटर है जहां फ़ाइल स्थित है फिर फ़ाइल का आकार जो है वह वर्तमान आकार और सुरक्षा है इसलिए यह इस तरह नियंत्रित करेगा कि कौन रीड राइट और फ़ाइलों की निष्पादन को निष्पादित कर सकता है इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है और उसे संकलित किया है तो मेरे पास रीड राइट और फ़ाइलों की निष्पादित करने के लिए अनुमति हो सकता है जबकि अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए उन्हें केवल प्रोग्राम को निष्पादित करने की अनुमति होगी वे फ़ाइल को संशोधित नहीं कर सकते इस तरह से सुरक्षा बिट्स सेट किया जा सकता है समय डेटा और उपयोगकर्ता की पहचान इसलिए ये इनफार्मेशन फ़ाइल बनाने के लिए रखी जाती है जब इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था और जब इसे अंतिम बार उपयोग किया गया था तो ये इनफार्मेशन उपयोगी होती हैं जैसे कि आप सबसे हाल की फ़ाइलों और कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं कई बार एक विशेष फ़ाइल को खोजने में मदद करता है डेटा सुरक्षा सुरक्षा और उपयोग निगरानी के लिए उपयोगी है इसलिए वे बहुत उपयोगी हैं फिर विस्तारित फ़ाइल विशेषताओं जैसे फ़ाइल चेकसम और इन अतिरिक्त चीज़ों सहित कई भिन्नताएँ कुछ उन्नत फ़ाइल सिस्टम अवधारणाओं में हैं इसलिए हमें यह चीज़ मिल गई है डायरेक्टरी संरचना में रखी गई इनफार्मेशन इसलिए लगभग सभी फाइलें जो उन्हें कुछ डायरेक्टरी संरचना में रखी जाती हैं ताकि खोज आसान हो जाए तो हमें ऐसा मिला है प्रत्येक फ़ाइल को एक इनोड प्रविष्टि मिली है तो यह इनोड एक अवधारणा है जो वास्तव में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है तो एक फाइल के लिए यह इनकोड यह सभी आवश्यक इनफार्मेशन रखता है इसलिए यह नाम आइडेंटिफायर टाइप्स लोकेशन आकार वगैरह इसलिए वे सभी इनोड में रखा जाता है और डायरेक्टरी लिस्टिंग में रखा गया है इसलिए इसमें इनोड के लिए एक पॉइंटर है जो वास्तव में सूचित कर रहा है कि हम फ़ाइल के लिए उपयुक्त प्रविष्टियों में जा सकते हैं तो हम ऐसे कौन से ऑपरेशन हैं किसी फाइल पर कर सकते हैं हम एक फाइल बना सकते हैं हम फाइल में लिख सकते हैं तो कुछ लिखने की स्थिति में एक राइट पॉइंटर और एक रीड पॉइंटर भी है यह बताता है कि यदि यह एक फ़ाइल है यदि यह एक फ़ाइल है तो वहाँ पर एक राइट पॉइंटर है जो बताता है कि अगर मैं एक अगला राइट करता हूँ तो यह इस लोकेशन को संशोधित करेगा इसी तरह यहाँ पर शायद एक रीड पॉइंटर है और अगर मैं एक रीड ऑपरेशन करता हूँ तो यह इस लोकेशन से पढ़ा जाएगा इसलिए यह रीड राइट पॉइंटर्स वे प्रोग्राम द्वारा विभिन्न सिस्टम कॉल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन वे वास्तव में उस स्थिति की पहचान करते हैं जहां अगले रीड या राइट ऑपरेशन किया जाएगा अब इसलिए हम इस रीड राइट हेड को रीड ऑपरेशन के फ़ाइल द्वारा फाइल के भीतर लिख सकते हैं तो सीक एक और ऑपरेशन है इसलिए यह रीड राइट ये दो ऑपरेशन हैं और यह सीक एक और ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम फाइल को हम फाइल पॉइंटर को फाइल के भीतर एक विशिष्ट स्थिति में ले जा सकते हैं इसलिए यह विशेष रूप से उपयोगी है यदि आप चाहते हैं कि आप किसी फ़ाइल में रिकॉर्ड्स को चुनिंदा रूप से संशोधित करना चाहते हैं तो आप इस रीड राइट पॉइंटर को एक विशेष रिकॉर्ड के टर्म में कुछ लोकेशन से स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि इसे विशेष लोकेशन पर रखा जा सके ताकि आप उस विशेष रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें फिर एक डिलीट ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं या आप फाइल को छोटा कर सकते हैं ताकि कुछ डेटा या फाइल डिलीट न हो लेकिन इसकी कंटेंट खो जाती है आप मूल रूप से उस फाइल को क्लियर करना चाहते हैं जोकि ट्रंकेट ऑपरेशन इसलिए हम एक फ़ाइल खोल सकते हैं एक फ़ाइल खोलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सिस्टम कॉल का समर्थन करेगा यह खुला F i यह इनोड एंट्री F i के लिए डिस्क पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को सर्च करेगा और एंट्री की कंटेंट को मेमोरी में ले जाएगा तो यह इनोड प्रविष्टि की खोज करेगा और फिर इनोड प्रविष्टि कॉलिंग प्रोसेस में वापस आ जाएगी और फिर F i बंद हो जाएगा यह इनोड प्रविष्टि F i की कंटेंट को मेमोरी में डिस्क पर डायरेक्टरी संरचना में स्थानांतरित कर देगा इसलिए इस तरह से चूंकि फ़ाइल को संशोधित किया गया है इसलिए उसके बाद हम फ़ाइल को बंद करना चाहते हैं ताकि तदनुसार डिस्क पर इनोड संरचना संशोधित हो जाए खुली फ़ाइलों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक डेटा के कई टुकड़े हैं तो प्रत्येक सिस्टम में एक फाइल है जिसे ओपन फाइल टेबल कहा जाता है इसलिए सिस्टम की सभी खुली फाइलों के बारे में इनफार्मेशन रखता है तो हो सकता है कि किसी समय यदि 10 अलग अलग उपयोगकर्ता हैं जो अपने प्रोग्राम चला रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने फाइलें खोली हों और यह खुली हुई फाइलें हों इसलिए उन्हें ओपन फाइल टेबल में रखा जाता है फिर एक फाइल पॉइंटर होता है प्रति प्रोसेस में लास्ट रीड राइट लोकेशन के लिए एक पॉइंटर होता है जो कि यह है कि कई प्रोसेस पर वे एक ही फाइल पर रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं तो हो सकता है कि एक प्रोसेस यहां रीड राइट ऑपरेशन कर रही हो दूसरी प्रोसेस यहां रीड राइट ऑपरेशन कर रही हो तो जाहिरा तौर पर ऐसा लगता है कि यह थोड़ा असंभव है लेकिन यह बहुत संभव है क्योंकि क्या हो सकता है कि शायद दो कार्यक्रम P 1 और P 2 हैं और दोनों में संपादन कार्य हो रहे हैं और ऐसा संपादन कार्य में जॉब संपादित करते हुए वे इस P 1 और P 2 को एक्सेस कर रहे हैं और वे दोनों कोड के टुकड़े तक पहुंच रहे हैं जो कि संपादक है अब संपादक कोड इसे कई पेजों की संख्या में विभाजित किया जा सकता है शायद प्रोसेस P 1 इसलिए यह वास्तव में कोड के इस भाग का उपयोग कर रहा है जहां यह कुछ सामान्य टेक्स्ट टाइपिंग कर रहा है और शायद सर्च और बदलने के लिए उस के लिए कोड का यह एक भाग है शायद प्रोसेस P 2 यह एक सर्च और कुछ संपादन दस्तावेज़ को प्रतिस्थापित करता है ताकि इस तरह से यह कोड के एक अलग हिस्से का उपयोग कर रहा है तो फ़ाइल समान है प्रत्येक सिस्टम में केवल एक खुली फ़ाइल है लेकिन रीड राइट पॉइंटर्स प्रोसेस विशिष्ट हैं इसलिए हर प्रोसेस में एक रीड हेड एक रीड पॉइंटर और एक फाइल पॉइंटर सभी फाइलों के लिए मिला है जिन्हें एक्सेस करने की आवश्यकता है तो एक ही फाइल के लिए इसे कई प्रोसेस द्वारा उपयोग किया जा सकता है और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग फ़ाइल पॉइंटर मिला है फिर फाइल ओपन काउंट तो यह एक फाइल के खुलने की संख्या का एक काउंटर है इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि एक फ़ाइल कई प्रोसेस द्वारा खोली जा सकती है अब उन प्रोसेस में से एक यदि यह फ़ाइल बंद करने का निर्णय लेती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ाइल सभी के लिए बंद हो तो एक काउंटर होना चाहिए कि कितनी प्रोसेस ने फ़ाइल को खोला है और केवल जब वह काउंटर शून्य हो जाता है तो केवल यह फ़ाइल औपचारिक रूप से बंद होनी चाहिए अन्यथा प्रोसेस के लिए केवल इस रीड राइट पॉइंटर को हटा दिया जाना चाहिए फिर फ़ाइल का डिस्क लोकेशन इसलिए कई फ़ाइल संचालन के लिए सिस्टम को फ़ाइल के भीतर डेटा को संशोधित करने की आवश्यकता होती है और डिस्क पर फ़ाइल का पता लगाने के लिए आवश्यक जानकारी को मेमोरी में रखा जाता है ताकि सिस्टम को प्रत्येक ऑपरेशन के लिए डिस्क से पढ़ने की जरूरत नहीं हो तो वास्तव में डिस्क में स्थित फ़ाइल कहाँ है इस सेक्टर नंबर और इसलिए उन्हें याद रखा जाना चाहिए और इस जानकारी को मेमोरी में रखा जाता है ताकि डिस्क फ़ाइल में इनोड में आने के लिए प्रक्रिया को बार बार इनोड को एक्सेस न करना पड़े तो फ़ाइल के लोकेशन पर आने के लिए इनोड की डिस्क कॉपी तो इस तरह से इसे मेमोरी में रखा जाता है और वहीं से यह एक्सेस करता है इसलिए एक्सेस राइट प्रति प्रोसेस एक्सेस प्रति प्रोसेस एक्सेस मोड की जानकारी तो एक प्रोसेस किस प्रकार की अनुमति होती है एक फाइल को संशोधित करने के लिए ताकि यह प्रोसेस विशिष्ट हो और इस तरह से एक्सेस राइट होंगे ताकि प्रति प्रोसेस को याद रखा जा सके फिर अन्य प्रकार की जानकारी की भी आवश्यकता होती है कभी कभी आपको कुछ प्रकार की लॉकिंग प्रदान करनी होती है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और फ़ाइल सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है इसलिए जहां एक प्रक्रिया किसी फ़ाइल को एक्सेस करना चाहती है और उस एक्सेस को अनन्य बनाया जाना है इसलिए किसी अन्य प्रक्रिया को इसे एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए इसलिए एक्सेस साझा किया जा सकता है या एक्सेस एक्सक्लूसिव हो सकता है जैसे कि यह रीडर राइटर लॉक करता है इसी तरह फ़ाइल स्तर पर मुझे यह मिल सकता है मुझे इस रीडर राइटर प्रकार के एक्सेस लॉक की आवश्यकता हो सकती है यह विशेष रूप से सच है जब आपको डेटाबेस फ़ाइलों का एक्सेस मिलता हैं उदाहरण के लिए कई प्रोसेस हैं जो डेटाबेस फ़ाइल को संशोधित करना चाहती हैं हो सकता है कि एक बैंकिंग प्रणाली में हमें उपयोगकर्ताओं के खातों के अनुरूप डेटाबेस फ़ाइल मिल गई हो अब एक ही खाते पर दो लेनदेन हो सकते हैं इसलिए वे उसी खाते को संशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसा कि हमने देखा है कि इससे डेटाबेस में कुछ असंगति हो सकती है इसलिए इस तरह के ऑपरेशन को करने से पहले फ़ाइल पर कुछ लॉक सेट हो सकते हैं ताकि जब कोई लेन देन फ़ाइल तक पहुँच रहा हो तो अन्य लेन देन की अनुमति न हो और यदि वे दोनों इसे संशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं या कम से कम उनमें से एक इसे संशोधित करने का प्रयास कर रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है कि वे दोनों कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं उस मामले में हमें साझा लॉक मिल गया है तो हम लॉक साझा कर सकते हैं या हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक हो सकते हैं इसलिए यह लॉक स्टेट्स के अनुसार किसी फाइल तक पहुंच को मध्यस्त करता है इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल लॉकिंग स्टेट के आधार पर ऐसा करना चाहिए जिससे पता चलेगा कि यह संभव है या नहीं इसलिए एक एक्सेस पॉलिसी अनिवार्य है उपयोग किए गए और अनुरोध किए गए लॉक के आधार पर एक्सेस से इनकार किया जाता है और सलाहकार प्रोसेस लॉक की स्थिति पा सकती हैं और यह तय कर सकती हैं कि क्या करना है इसलिए इस मामले में हम प्रोसेस को फ़ाइल तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं यदि लॉक एक्सक्लूसिव है एक अन्य मामले में यह लॉक सेट हैं लेकिन यह पता लगाने के लिए कार्यक्रमों पर निर्भर है कि प्रोसेस को यह पता लगाना है कि इसे क्या करना चाहिए लॉक स्थिति में देखने के बाद यह एक निर्णय ले सकता है कि मैं फ़ाइल को संशोधित करूंगा या इस समय फ़ाइल को संशोधित नहीं करूंगा यह जिम्मेदारी प्रोसेस पर छोड़ दी गई है तो कुछ फ़ाइल प्रकार और नाम और एक्सटेंशन हैं जैसे यह एक एक्सेक्यूटेबल फ़ाइल है आम तौर पर अगर उन्हें एक्सटेंशन exe कॉम बिन दिया जाता है कभी कभी कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है इसलिए फ़ंक्शन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम चलाने के लिए तैयार है इसलिए वे वहां हैं फिर ऑब्जेक्ट फ़ाइलें इसलिए एक्सटेंशन obj और o हैं इसलिए वे मूल रूप से फाइल सोर्स प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के कंपाइल्ड संस्करण हैं और वे अभी तक वास्तव में लिंक नहीं किए गए हैं लिंक करने के बाद आपको एक्सेक्यूटेबल फ़ाइल मिलती है फिर सोर्स कोड फाइलें बस यह अंदाजा लगाने के लिए कि लैंग्वेज क्या है वह लैंग्वेज क्या है जिसमें प्रोग्राम लिखा गया है इसलिए कुछ कंपाइलर वे फ़ाइल लेंगे जिसका एक्सटेंशन C प्रोग्राम C के लिए c होना चाहिए जैसे C प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए हमें विभिन्न प्रकार की फाइलें और कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं ताकि यह आसानी से समझ में आ जाए कि फाइल का प्रकार क्या है और हम विशेष फाइल के साथ क्या कर सकते हैं इसलिए यह अधिक मानव समझ में आता है क्योंकि अंततः सॉफ्टवेयर जो फ़ाइल तक पहुंच जाएगा अगर वह इसे उचित प्रारूप में नहीं पाता है तो वह इसके साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा तो उस स्थिति में सॉफ्टवेयर यह निर्धारित कर सकता है कि यह फ़ाइल उचित प्रारूप में नहीं है लेकिन वैसे भी यह उपयोगकर्ता की समझ के लिए अधिक है अब यदि आप किसी फ़ाइल की संरचना पर विचार करते हैं तो एक यह है कि आपके पास कोई संरचना नहीं है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से यूनिक्स की तरह वे इस विशेष संरचना का पालन करते हैं तो यह केवल बाइट्स का एक क्रम है इसलिए यह है कि यह संरचना कैसे बनाई गई है पूरी फ़ाइल बनाई गई है हमारे पास सरल रिकॉर्ड संरचना हो सकती है हर पंक्ति एक रिकॉर्ड है इसलिए विशेष रूप से टेक्स्ट फ़ाइल के लिए ऐसा हो सकता है कि हम हर पंक्ति को रिकॉर्ड के रूप में लें तब हमारे पास कुछ निश्चित लंबाई की रिकॉर्ड हो सकती है उदाहरण के लिए यदि हम छात्र की जानकारी रख रहे हैं और हर रिकॉर्ड में छात्र के रोल नंबर नाम और पते के लिए कुछ निश्चित अक्षर हैं और ये सभी कैरेक्टर फील्ड हैं अगर उनके पास कुछ निश्चित लंबाई है जब हमारे पास एक निश्चित लंबाई की रिकॉर्ड संरचना है या यह हो सकता है चर लंबाई की संरचना है हम कह सकते हैं कि यह एड्रेस का हिस्सा है यह अलग अलग हो सकता है इसमें 80 से 120 अक्षर हो सकते हैं इस तरह यह एक परिवर्तनशील की लंबाई हो सकती है तो आपके पास यह चर रिकॉर्ड संरचना भी हो सकती है या हमारे पास इस तरह के फॉर्मेटेड दस्तावेज़ की तरह अधिक जटिल संरचनाएं हो सकती हैं विशेष रूप से यह वर्ड प्रोसेसर जब वे इस जानकारी को रखते हैं तो वे प्रत्येक पाठ के साथ कुछ फॉर्मेटिंग जानकारी रखते हैं जो इसे संग्रहीत करता है तो फॉर्मेटिंग चाहे वह बोल्ड फेस हो चाहे वह रेखांकित हो चाहे वह इटैलिक हो या ऐसा नहीं हो यह सभी इंफॉर्मेशन रखता है फिर हमारे पास अधिक जटिल फाइलें हैं रिलोकेबल लोड फाइलें हैं इसलिए ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम यह बताएगा कि प्रारूप क्या है जिसमें लोड फाइल होनी चाहिए ताकि लोडर द्वारा इसे लोड किया जा सके इस तरह यह फिर से एक जटिल संरचना है अब जो यह तय करता है कि फ़ाइल संरचना क्या होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम फ़ाइलों के लिए बताएगा कि संरचना क्या होनी चाहिए उदाहरण के लिए यह एक्सेक्यूटेबल फ़ाइल जिस का फॉर्मेट ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना चाहिए और कुछ उपयोगकर्ता प्रोग्राम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यह बताना चाहिए कि फाइल की संरचना क्या होनी चाहिए जो यह प्रोसेस करती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निर्णय लिया जा सकता है कुछ अन्य प्रोग्राम द्वारा भी यह निर्णय लिया जा सकता है यदि आप एक्सेस के तरीकों को देखते हैं तो यदि यह वर्तमान स्थिति है तो वर्तमान रीड राइट पॉइंटर यहाँ है तो रीड या राइट ऑपरेशन पॉइंटर इस तरह से जाएगा और यदि हम रिवाइंड करते हैं तो रिवाइंड आपको फ़ाइल की शुरुआत में वापस ले जाएगा तो यह क्रमिक एक्सेस है इसलिए यदि आप इस स्थिति में हैं तो आप अगले बाइट को केवल इस तरह से एक्सेस करेंगे ठीक है इसलिए अगला रीड यह फ़ाइल के अगले भाग को पढ़ता है और स्वचालित रूप से फ़ाइल पॉइंटर को आगे बढ़ाता है ताकि अगला रीड ऑपरेशन हो ठीक इसी तरह अगला ऑपरेशन तो फ़ाइल के अंत में संलग्न करें ताकि यदि वर्तमान छोर यहाँ है तो इसे फ़ाइल के अंत और फ़ाइल पॉइंटर में जोड़ा जाएगा तो फिर नई लिखित कंटेंट के अंत में आगे बढ़ें या इसे रीसेट किया जा सकता है आप फ़ाइल की शुरुआत में वापस आते हैं तो ये कुछ ऑपरेशन हैं जो किसी फ़ाइल पर अनुमत हैं अब आप पा सकते हैं कि विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम या विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए यह आपको बता रहा है कि वे कौन से ऑपरेशन हैं जो हम किसी फ़ाइल पर कर सकते हैं तो यह अनुक्रमिक एक्सेस थी इसलिए आप इस एक्सेस को क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं यदि एक डायरेक्ट एक्सेस है तो डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि हम किसी विशेष रिकॉर्ड पर तेजी से जा सकते हैं इसलिए क्रमिक एक्सेस में यदि आप रिकॉर्ड 100 नंबर पर जाना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्ड 1 से शुरू करना होगा फिर आपको 100 नंबर रिकॉर्ड तक रीड करना होगा लेकिन इसमें समय लगेगा तो यह डायरेक्ट एक्सेस विधि किसी विशेष रिकॉर्ड पर सीधे आने में उपयोगी हो सकती है इसलिए यदि फ़ाइल निश्चित लंबाई के लॉजिकल रिकॉर्ड से बनी होती है जो प्रोग्राम रिकॉर्ड को तेजी से रीड या राइट की अनुमति देगा क्योंकि यदि रिकॉर्ड की लंबाई तय हो गई है तो यह बताकर कि मैं रिकॉर्ड नंबर 100 पर जाना चाहता हूं इसलिए मैं बहुत आसानी से फ़ाइल की शुरुआत से रिकॉर्ड ऑफ़सेट पा सकता हूं और फिर इससे वहाँ पहुँचा जा सकता है इसलिए फ़ाइल को ब्लॉक या रिकॉर्ड के क्रमबद्ध अनुक्रम के रूप में देखा जाता है उदाहरण के लिए हम ब्लॉक 14 को पढ़ सकते हैं फिर ब्लॉक 50 को फिर 53 को पढ़ सकते हैं फिर ब्लॉक 7 पर लिख सकते हैं तो यह संभव है क्योंकि ब्लॉक नंबर को देखते हुए हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि इसका ऑफसेट क्या है और हम तदनुसार अपने रीड राइट पॉइंटर को वहां रख सकते हैं इसलिए डायरेक्ट एक्सेस फ़ाइलों पर होने वाले ऑपरेशन n पढ़े जाते हैं रिलेटिव ब्लॉक नंबर n को पढ़े जाते हैं वर्तमान स्थिति से वर्तमान स्थिति यह ब्लॉक n में जाएगा और यह इस विशेष ब्लॉक को रीड करेगा फिर n लिखें यह संबंधित ब्लॉक नंबर n को वर्तमान ब्लॉक के संबंध में लिखता है यह ब्लॉक n पर जाएगा और इसे वहां और संबंधित ब्लॉक संख्या में लिख देगा वे ऑपरेटिंग सिस्टम को यह तय करने की अनुमति देंगे कि फाइल कहां रखी जाए तो यह पता लगाएगा कि वास्तव में ब्लॉक कहां होना चाहिए और तदनुसार यह ब्लॉक को वहां रखा जाएगा फिर डायरेक्ट एक्सेस फ़ाइल पर अनुक्रमिक पहुंच का अनुकरण मूल रूप से अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिली है तो आपको बताना होगा कि अगला ब्लॉक क्या है जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन अनुक्रमिक पहुँच के लिए यह हमेशा अगली फ़ाइल के अगले ब्लॉक पर जा रहा है ठीक है तो यह ऐसा है रीसेट इस पॉइंटर को वर्तमान पॉइंटर के लोकेशन 0 पर ले जाएगा इसके बाद अगला पढ़ें यह ऐसा करेगा कि यह वर्तमान पॉइंटर को पढ़ेगा और फिर इस करंट पॉइंटर को एक के बाद एक लागू किया जाएगा ताकि आप इस रीड व्यवहार को अगले में अनुकरण कर सकें इसी तरह यह राइट नेक्स्ट व्यवहार यह राइट करेगा क्षमा करें यह एक गलती है इसलिए इसे रीड किया जाना चाहिए तो यह वर्तमान पॉइंटर स्थिति को पढ़ेगा फिर इस वर्तमान पॉइंटर स्थिति को अगली स्थिति में अपडेट किया जाएगा फिर यह ऑपरेशन कर रहा होगा अन्य एक्सेस विधियां वे इन आधार विधियों के शीर्ष पर निर्मित की जा सकती हैं इसलिए आम तौर पर हम कुछ इंडेक्स फाइल बना सकते हैं आम तौर पर अगर हम किसी विशेष फाइल की खोज करना चाहते हैं तो उस ब्लॉक संख्या को बताना मुश्किल है जिसे हम एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए किसी विशेष रिकॉर्ड की तलाश कर रहे हैं तो एक विशेष रोल नंबर के साथ एक छात्र रिकॉर्ड तो आपको यह पता लगाने के लिए इस पूरी फ़ाइल को खोजना होगा कि किस रोल नंबर के रिकॉर्ड को ढूंढा गया है क्रमिक एक्सेस के लिए आपको यह इस तरह से करना है डायरेक्ट एक्सेस मुश्किल है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस के लिए मुझे उस रिकॉर्ड संख्या को बताना होगा जिसे मैं एक्सेस करना चाहता हूं एक मध्यस्थ को फ़ाइल के लिए एक सूचकांक होना चाहिए इसलिए हम डेटा के स्थान के पहले निर्धारण के लिए मेमोरी को इंडेक्स में रखते हैं उदाहरण के लिए यह कुछ कोड प्लस UPC कोड शायद कुछ रिकॉर्ड संख्या या कुछ ऐसा है यह है यह UPC कोड मूल रूप से कुछ क्षेत्र है जो कि रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय है इस प्रकार और उस में डेटा का रिकॉर्ड ताकि हम उसे प्राप्त कर सकें अगर यह बहुत बड़ा है तो हम अपने पास इंडेक्स रखते हैं हम इंडेक्स को मुख्य मेमोरी में नहीं रख सकते हैं इसलिए हम सिर्फ मेमोरी में मुख्य भाग रखते हैं और शेष भाग हम डिस्क पर रखते हैं तो यह आईबीएम इंडेक्ड सीक्वेंशियल एक्सेस विधि या ISAM है तो क्या यह बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्सिंग तंत्र में से एक है इसलिए उन्हें छोटे मास्टर इंडेक्स मिले हैं जो डिस्क ब्लॉकों की ओर इंगित करते हैं जिसमें सेकेंडरी इंडेक्स शामिल है इसलिए शीर्ष स्तर पर हमें यह इंडेक्स मिला है इंडेक्स ब्लॉक तो यह पॉइंटर्स मिला है जो अगले स्तर के ब्लॉक की ओर इंगित करता है तो वे वास्तविक भौतिक ब्लॉक के भी सूचक हैं इसलिए ये भौतिक ब्लॉक हैं तो पहला इंडेक्स इस ब्लॉक की ओर इशारा करता है दूसरा इंडेक्स इस ब्लॉक की तरफ इशारा करता है इसी प्रकार इनको देखने से ऐसा लगता है कि यह शीर्ष स्तर का सूचकांक मुख्य मेमोरी में है दूसरे स्तर का सूचकांक डिस्क में है और तीसरे स्तर पर हमें वास्तविक डिस्क मिल गया है इसलिए ऐसा करने से हम बहुत बड़ी फ़ाइल खोज सकते हैं यदि आप किसी विशेष रिकॉर्ड की खोज करना चाहते हैं सबसे पहले आप इस इंडेक्स पर नज़र डालते हैं कि दूसरे लेवल के इंडेक्स में किस तरह का रिकॉर्ड होगा इसलिए हम इस पर आते हैं फिर आप इस पर खोज करते हैं और फिर आप यहां आते हैं तो इस पर फिर से खोज करने के लिए आप समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक को मुख्य मेमोरी पर कॉपी करना होगा क्योंकि हम सीधे डिस्क पर खोज नहीं सकते लेकिन इस तरह से अगर ऐसे कई दूसरे स्तर के डिस्क हैं तो दूसरे स्तर के सूचकांक उपलब्ध होंगे इसलिए हम उन फ़ाइलों में से एक को मुख्य मेमोरी पर एक ब्लॉक को मुख्य मेमोरी में कॉपी कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें छोटे मास्टर इंडेक्स मिले हैं जो कि सेकेंडरी इंडेक्स के डिस्क ब्लॉक की ओर इंगित करते हैं और फाइल को एक परिभाषित कुंजी पर सॉर्ट किया जाता है और यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है इसलिए उपयोगकर्ता समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है तो वीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम यह उदाहरण के रूप में इंडेक्स और रिलेटिव फाइलें प्रदान करता है तो हम अगली स्लाइड में यह देखेंगे तो यह एक सापेक्ष फ़ाइल है इसलिए इंडेक्स फ़ाइल से एक पॉइंटर होता है और फिर इस तरह एक सापेक्ष स्थिति होती है जहां यह वस्तुतः स्थित है इसलिए यह रिकॉर्ड की सापेक्ष स्थिति से निर्धारित होता है अगला हम डायरेक्टरी संरचना को देखेंगे इसलिए डायरेक्टरी वास्तव में वह तरीका है जिसमें फ़ाइल के बारे में जानकारी रखी जाती है इसलिए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि डिस्क में फ़ाइल कैसी होगी तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वास्तविक फाइलें हैं जो हमारे पास डिस्क में हैं और डायरेक्टरी एक और फाइल के अलावा और कुछ नहीं है तो यहाँ यह इंडेक्सेस हैं या आप कह सकते हैं कि यह वह एड्रेस है जहां यह फ़ाइल वास्तव में स्थित है तो यह फाइल सेक्टर नंबर 100 पर शुरू हो सकती है यह फाइल सेक्टर नंबर 200 में हो सकती है यह 500 पर हो सकती है इत्यादि इसलिए यह मान इस डायरेक्टरी में रखा जाता है इसलिए जब भी आप किसी विशेष फ़ाइल को खोज रहे हैं तो आपको इस व्यक्तिगत फ़ाइल ब्लॉक पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है या आप केवल डायरेक्टरी को मुख्य मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टरी में खोज शुरू कर सकते हैं केवल फाइलों के बारे में जानकारी रखने वाली डायरेक्टरी यह वास्तविक फ़ाइल नहीं है इसलिए डायरेक्टरी छोटे आकार की है और फिर हम डायरेक्टरी में फ़ाइल की खोज कर सकते हैं इसलिए हम अगली कक्षा में डायरेक्टरी संरचना के बारे में चर्चा जारी रखेंगे